तो वापस स्वागत है और यह व्याख्यान संख्या 43 है और आज हम मेट्रिक्स की रेंक पर चर्चा करेंगे जो लिनियर बीजगणित का विषय हैं और हम उस परिभाषा से शुरू करते हैं जिसका हमने अपने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया है कि एक मेट्रिक्स की रेंक अशून्य पंक्तियों की संख्या या उसके रो ईकोलोन रूप में पिवोट्स की संख्या होती है तो यह कारण है की रो ईकोलोन रूप बहुत महत्वपूर्ण है यह हमें मेट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ बताता है और यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उपयोग रेंक के बारे में बहुत से अनुप्रयोगों में किया जाता है तो मेट्रिक्स की रेंक उन पिवोट्स की संख्या है जो हम अपने रो ईकोलोन रूप में होते हैं उदाहरण के लिए हम इस𝐴 को लेते हैं जिसका उपयोग हमने पिछले व्याख्यानों में किया था हमने इसकी पंक्तियों का रीड्यूस कर दिया है जो यहाँ फिर से दिया गया है तो यह इस मेट्रिक्स की रो ईकोलोन रूप है और अब हमें यहां के पिवोट्स को गिनने की आवश्यकता है तो यह 1 पिवोट है और यह 1 भी पिवोट है और यह 2 पिवोट है तो हमारे पास 1 2 3 है यहां 3 पिवोट्स हैं इस रो ईकोलोन रूप में है और इसलिए इस मेट्रिक्स की रेंक 3 है इसलिए परिभाषानुसार इस उदाहरण में इस मेट्रिक्स की रेंक 3 होगी क्योकि इसकी रो ईकोलोन रूप में 3 पिवोट्स विध्यमान है बस इस परिभाषा से एक परिणाम को हम आसानी से पता कर सकते हैं कि की एक 𝑚 × 𝑛क्रम के मेट्रिक्स की रेंक 𝑛या𝑚से बडी नहीं हो सकती है तो m पंक्तियों की संख्या और n कॉलम की संख्या है और रेंक m या n से अधिक नहीं हो सकती है यह सदैव m तथा nसे कम होनी चाहिए कारण स्पष्ट है क्योंकि हमारी प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम में एक से अधिक पिवोट नहीं हो सकते है कॉलम में अधिकतम एक पिवोट हो सकता है या रो मे भी अधिकतम एक पिवोट हो सकता है एक रो में दो या अधिक पिवोट्स नहीं हो सकते हैं कॉलम मे भी दो या अधिक पिवट्स नहीं हो सकते हैं तो हम पिवोट्स की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो यह रेंक m से बड़ी नहीं हो सकती है यह 𝑛और𝑚 कीसंख्याके न्यूनतम से कम या बराबर होनी चाहिए इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर हललिखिएजो यहाँx2है और यह x5 भी तो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर हम 𝐴𝑥 0का हल लिख सकते है इस Ax0 का हलइस रूप का है जो हम पहले से ही देख चुके है क्योंकि हम देख चुके हैं अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम वास्तव में कर रहे हैं हम रेंक की अन्य परिभाषा देने वाले है क्योकि वह एकमात्र परिभाषा नहीं है जो हमने पिवोट्स की संख्या के संदर्भ में दी है तो इसके लिए हमें यहां कुछ तैयारियों की जरूरत है तो अगर हम अब स्थिति 1 पर ध्यान देते है अगर हम इसमे लेα1 1 तथा α2 0 तो यह इस सिस्टम का एक हल होगा मूलतः यह इन एल्फा को चुनने पर हमे अलग अलग हल प्राप्त होते हैं तो इस विशेष स्थिति के लिए हम α1 तथा α2 को 0 चुन रहे हैं तो Ax0 के लिए हमारा हल होगा तो यह हमारे𝐴𝑥 0सिस्टम का हल है और फिर यहAx 0 यह समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं यह बात हम पहले से ही कर चुके है कि इस मेट्रिक्स A के इस x के साथगुणनहै तो यह A और इस x के साथगुणन को हम x1 और उसके बाद पहला कॉलम भी लिख सकते हैं प्लस यह x2 दूसरा कॉलम x3 तीसरा कॉलम x4यह चौथा कॉलम x5और यह 0 के बराबर है तो इस मेट्रिक्स वेक्टर गुणन को देखने का एक और तरीका है जिसे हम इस वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं तो अब यह होने के बाद और हमने क्या देखा कि यह सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस का 2 4 x1 ओर यहाँ इस 1 4 के साथ एक हल है तो यह−2 हैऔर यहx2 1 है और हम इन सभी को 0 ले सकते हैं तो अब हमने इसके साथ क्या देखा कि यह माइनस C1 का दुगना हमारे मेट्रिक्स के इस कॉलम 1 को दर्शाता है तो यह ⟹ 2𝐶1C2 0 है तो हमने इस संबंध से कम से कम क्या देखा कि यह कॉलम 1 और कॉलम 2 डिपेंडेंट हैं हम इस कॉलम 2 को कॉलम 1 के रूप में यहाँ लिख सकते हैं इसलिए कॉलम 2 ओर कुछ नहीं कॉलम 1 का दोगुना है इसलिए यह एक ऐसा संबंध है जिसे हम स्पष्ट रूप से सीधे मेट्रिक्स से ही देख सकते हैं लेकिन कभी कभी यह देखना आसान नहीं है जब हमारे समक्ष अधिक वेक्टर होते हैं यहाँ यह केवल दो वेक्टर है इसलिए हम आसानी से देख सकते हैं तो इसलिए हम देख सकते है की कॉलम 2 ओर कुछ नहीं कॉलम 1 का दोगुना है यह एक संबंध है तो ये दो कॉलम डिपेंडेंट कॉलम हैं एक और अवलोकन अब हम जल्दी से एक ओर स्थिति मे कर लेते है जब हम α1 0 और α2 1का चयन कर ले इसका मतलब है कि हमारे इस𝐴𝑥 0काअब हमारा हलइस वेक्टर के रूप मेदिया जाता हैऔर यह पहले से ही दिया गया था तो फिर से यह पहला कॉलम तीसरा और चौथे कॉलम है जिनके पास पिवोट्स रीडयुस्ड रूप मे हैं तो यहाँ𝐴𝑥 0है फिर इस अवलोकन के साथ हम अब हल को निश्चित करेंगे तो हल कहता है कि यह है

एक और अवलोकन जिसे हम इस परिवर्तित इकोलोन रूप से प्राप्त कर सकते हैं कि ये लाल रंग के वेक्टर यहां कॉलम संख्या 1 कॉलम संख्या 3 और कॉलम संख्या 4 मे हैं इसलिए ये वेक्टर यहां आसानी से रीडयुस्ड रूप से सीधे प्रमाणित किया जा सकता हैं कि ये लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट है जो रीडयुस्ड रूप को बनाते हैं कोई भी इस बारे में बात कर सकता हैं और हमने देखा है कि ये कॉलम उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अनुरूप हैं वे लीनियर रूप से डिपेंडेंट हैं और यह सामान्य परिणाम भी केवल इस विशेष उदाहरण के लिए नहीं है कि जिन कॉलमों में हमारे पास पिवोट्स हैं उनके रीडयुस्ड रूप में वे हमेशा लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट होते हैं और अन्य कॉलम जिनके पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या जिनके पास पिवोट्स नहीं होते हैं वे वास्तव में लीनियर रूप से डिपेंडेंट होते हैं तो अब हम अपनी परिभाषा को फिर से लिख सकते हैं जो इस रेंक के लिए कहती है कि यह ओर कुछ नहीं बल्कि पिवोट्स की संख्या हैं लेकिन अब हम इसे इंडिपेंडेंट स्तम्भो की संख्या के रूप में लिख सकते हैं रेंक ओर कुछ भी नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट कॉलम की संख्या है क्योंकि यह कॉलम डिपेंडेंट है और यह कॉलम भी डिपेंडेंट है 3 इंडिपेंडेंट कॉलम हैं और वे मूल रूप से इस पिवोट कॉलम के अनुरूप हैं तो अब रेंक के लिए हमारी परिभाषा यह है कि रेंक ओर कुछ नहीं बल्कि एक मेट्रिक्स में इंडिपेंडेंट स्तम्भो की संख्या है और फिर वही अवलोकन जो हमने यहां कॉलम के साथ किया है हम पंक्तियों के साथ भी कर सकते हैं तो वे पंक्तियाँ जहाँ हमें ये पिवोट्स मिले हैं वही पंक्तियाँ हैं जो इस मेट्रिक्स में इंडिपेंडेंट हैं तो हमारी परिभाषा यह भी हो सकती है कि रेंक और कुछ नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या है और वे वही कॉलम हैं क्योंकि मूल रूप से पिवोट्स की संख्या इसके रीडयुस्ड रूप में तय की जाती है तो हमारे पास क्या है हम अब रेंक की एक और परिभाषा दे सकते हैं की एक मेट्रिक्स की रेंक एक मेट्रिक्स मे लिनियर रूप से इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या या लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट कॉलम की संख्या होती है एक और परिभाषा जो हम एक मिनट में देने जा रहे हैं उससे पहले हम इन दो स्पेसस को परिभाषित करते हैं कि कॉलम स्पेस A के कॉलम वेक्टर द्वारा स्पेन है तो किसी दिए गए मेट्रिक्स A के लिएहम उसके कॉलम को वेक्टर के रूप में लेते हैं और फिर उन्हें स्पेन करते हैं इसलिए इसे हम कॉलम स्पेस कहते हैं क्योंकि किसी भी वेक्टर का कोई भी स्पेन एक वेक्टर स्पेस होता है जो हमने पहले ही पिछले व्याख्यानों में देखा है तो यहाँ कॉलम के इन वैक्टरों से स्पेन इसके कॉलम वेक्टर भी एक वेक्टर स्पेस बनाएंगे जिसे हम कॉलम स्पेस कहते हैं तो A की कॉलम स्पेस एक वेक्टर स्पेस है इसी तरह हम पंक्तियों को लेकर रो स्पेस बना सकते है जो ओर कुछ नहीं A के रो वेक्टर को कहा जाता है𝐴 केकॉलम स्पेस की तरह अगर हम पंक्तियां लेते हैं और उन्हें स्पेन करते है तो इस स्पेस को हम पंक्तियों की स्पेस कहते है और अब हमारे पास रेंक के लिए एक ओर परिभाषा है मेट्रिक्स की रेंक रो स्पेस का डाइमेन्शन है क्योंकि जब हम उदाहरण के लिए पंक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो इन पंक्तियों की स्पेस का डाइमेन्शन क्या होगा डाइमेन्शन यहाँ इस समुच्चय में लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या को कहा जाता है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या जो वास्तव में रेंक की फिर से परिभाषा हैइसलिए मेट्रिक्स में रो स्पेस का डाइमेन्शन लिनियरली रूप से इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या के अलावा कुछ भी नहीं है या कॉलम स्पेस का डाइमेन्शन है तो कॉलम स्पेस का डाइमेन्शन ओर कुछ भी नहीं बल्कि मेट्रिक्स A में लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम की संख्या है तो हमारी अब तक तीन परिभाषाएँ हैं रेंक ओर कुछ भी नहीं बल्कि रो रीडयुस्ड इकलोन रूप मे पिवोट्स की संख्या है मेट्रिक्स की रेंक की परिभाषा संख्या 2 के अनुसार मेट्रिक्स की रेंक ओर कुछ भी नहीं बल्कि लिनियरली इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या या मेट्रिक्स के लिनियरली रूप से इंडिपेंडेंट कॉलम की संख्या है और डाइमेन्शन के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि मेट्रिक्स का डाइमेन्शन रो स्पेस के डाइमेन्शन या कॉलम स्पेस के डाइमेन्शन के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं एक रेंक नलिटी थ्योरम है जिसे हम अभी एक उदाहरण की सहायता से देखेंगे तो फिर से हम उसी उदाहरण के साथ शुरू करते है तो हमारे पास यह𝐴है और इसके रीडयुस्ड रूप में हमारे पास ये पिवोट एलिमेंट हैं साथ ही हमारे पास 𝐴𝑥 0का हल भी था जो इस रूप में लिखा गया थाजो हलो को उत्पन्न करता है तो यहाँ𝐴की रेंक 3 है क्योंकि यह लिनियर रूप से इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या या लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम की संख्या या हमारे पास पिवोट्सकी संख्या 3 है A की नलिटी क्या है नलिटी याद रखें कि नलिटी रिक्त स्पेस का डाइमेन्शन है और रिक्त स्पेस इसAx0का हल समुच्चय है तो 𝐴𝑥 0 के हल के सेटकी डाइमेन्शन 2 है क्योंकि ये दोनों वेक्टर इस सेट के किसी भी हल को उत्पन्न कर सकते हैं ओर कर रहे हैं और ये दोनों वेक्टर लिनियर रूप से इंडिपेंडेंट हैं तो यहाँAकीनलिटी इस कारण से रो रीडयुस्ड इकलोन रूप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या है सामान्य तौर पर या पहले एक बार फिर इस उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो यहां हमारे पास रेंक 3 है और यह नलिटी 2 हैजब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो3 2हमे इन अज्ञात वेरिएबल्स की संख्या 𝐴𝑥 0 में प्राप्त होती है कारण स्पष्ट है क्योंकि रेंक यहां पर पिवोट्स की संख्या को ठीक से परिभाषित करता है और यह नलिटी इन ज्ञात पिवट्स की संख्या के अलावा कुछ नहीं है इसलिए हम यहां उदाहरण के लिए प्रत्येक कॉलम को ले रहे हैं यहां हमारे पास पिवोट है जिससे यहां रेंक गिनी जाएगी तो 1 यहाँ 1 प्लस 1 और 1 यह प्लस 1 तो हमारे पास रेंक 3 है क्योंकि इन 3 कॉलम में पिवोट्स हैं और इन दो कॉलम में पिवोट नहीं है तो वे फ्री वेरिएबल्स होंगे और यह A की नलिटी केअलावाकुछ नहीं है तो अंत में यहाँ जो कॉलम की संख्या या Ax में अज्ञातो की संख्या b के बराबर है तो यह दो3 2को जोड़ने पर 5 देगा तो इस स्थिति में हमारे पास5कॉलम हैं सामान्य तौर पर हम इसे कैसे पढे 𝐴की नलिटी ओर कुछ नहीं बल्कि शून्य स्पेस का डाइमेन्शन है इस पूर्व स्थिति में यह 2 थी इसका अर्थ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या या हमारे अंकन में इस संख्या को हमने n माइनस r के रूप में लिया था क्योंकि हमारे पास n कॉलम और r पंक्तियाँ हैं जहाँ हमारे पास पिवोट्स हैं तो यह n r या यह r मूल रूप से मेट्रिक्स की रेंक है क्योंकि ये वे पंक्तियाँ हैं जहां पिवोट है तो A की रेंक r है जो पिवोट अवयवो की संख्या है तो यहाँ रेंक है𝑟और इस नलिटी है𝑛 𝑟 तो यह रेंक नलिटी थ्योरम ओर कुछ भी नहीं है लेकिन यह कहता है कि मेट्रिक्स मे स्तम्भो की संख्या मेट्रिक्स रेंक प्लस मेट्रिक्स की नलिटी होती है तो r प्लस इस𝑛 𝑟को जोड़ना होगा मेट्रिक्स में कॉलम की संख्या n है तो यहरेंक नलिटी थ्योरम कहलाती हैरेंक नलिटी 𝐴 𝑛 अब यहाँ हम मेट्रिक्स की रेंक ज्ञात करेगे तो इस मेट्रिक्स की रेंक यहाँ 3 0 2 2 और फिर तो हमें क्या करने की आवश्यकता है रेंक को ज्ञात के लिए हमें इसे रो रीडयुस्ड इक्लोन रूप में बदलना होगा तो इस स्थिति में हम इसे यहाँ 0 करने का प्रयास करेंगे रो 1 को दोगुना कर के इसके साथ जोड़ेंगे और यह हमें यहाँ 0 देगा यह 42 जैसा है वैसा ही रहेगा और यहाँ 24 माइनस यह 2 है इसलिए यह 28 होगा और फिर हमारे पास वहाँ 58 है इसलिए हम वास्तव में इसे जोड़ रहे हैं यह इस रो के दो गुना का दो गुना है जिसे हम इस एक में जोड़ रहे हैं यह 24 था और फिर यह 28 है यहाँ भी 54 प्लस 2 प्लस 4 है यह 58 है और इसी तरह यहाँ है हम यहां 7 से गुणा करेंगे और फिर घटाएंगे तो हमें यह रो मिलेगी ⇒Rank𝐴2 तो यह रो रीडयुस्ड इक्लोन रूप है और इस रो रीडयुस्ड इक्लोन रूप में हमें अब गिनती करनी है कि पिवोट्स की संख्या कितनी है तो हमारे पास यहाँ एक पिवोट है हमारे पास 42 के रूप में एक और पिवोट है इसलिए हमारे यहाँ कुल पिवोट्स 2 हैं और यही इस मेट्रिक्स की रेंक 2है तो यह रेंक प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है हम सिर्फ मेट्रिक्स लेते हैं और इसे रो रीडयुस्ड इक्लोन रूप में रीडयुस्ड करने की कोशिश करते हैं और फिर पिवोट्स की संख्या की गिनती करते हैं और यही मेट्रिक्स की रेंक है आइए एक और उदाहरण लेते हैं जहां हम इस प्रकार दिये गए A की रेंक ज्ञात करेगे इसलिएरेंक 𝐴 3 डिटरमिनेंट के संदर्भ में इस रेंक को निर्धारित करने का एक और तरीका है तो जो हम शीघ्र ही देंगे तो पहले यहाँ सब मेट्रिक्स की परिभाषा मान लीजिए यह Aक्रम m×n का कोई मेट्रिक्स है तो A की कुछ पंक्तियों औरकुछ कॉलम को छोड़कर प्राप्त एक मेट्रिक्स को एकसब मेट्रिक्स कहा जाता है तो मेट्रिक्स दिया गया है हम पहली पंक्ति तीसरा कॉलम हटाते हैं तो जो प्राप्त होता है वह सब मेट्रिक्स होता है हम ओर भी रो या कॉलम हटा सकते है तो जो कुछ पंक्तियों और कुछ कॉलम को हटाकर यह छोटा मेट्रिक्स प्राप्त होता है जिसे सब मेट्रिक्स कहा जाता है तो यहाँ रेंक को परिभाषित किया गया है इस डिटरमिनेंट से भी परिभाषित किया जा सकता है क्योंकिnm×nके मेट्रिक्स Aमें रेंक r है इसकी रेंक 𝑟 होगीयदि और केवल यदि A का r×r सब मेट्रिक्स है जिसका अशून्य डिटरमिनेंट है तो हमें अब इन दिए गए मेट्रिक्स के rxr सबमेट्रिक्स मेंवह देखना होगा जीसका डिटरमिनेंट अशून्य होता है जबकि प्रत्येक वर्ग डिटरमिनेंट यासब मेट्रिक्स जिसकी रेंक r1 या अधिक पंक्तियों पर0 है तो हम पूरे मेट्रिक्स से शुरू करेगे यदि उदाहरण के लिए यह 2 गुणा 3 का मेट्रिक्स है तो 2 गुणा 2 का सबमेट्रिक्स हमें देखना है और देखना है कि यदि वे सभी 0 हैं तो हमें एक स्तर पर जाना होगा ओर इसी प्रकार आगे भी तो हमें अब इस सब मेट्रिक्स को अशून्य डिटरमिनेंट के साथ देखना होगा किसी विशेष मामले में जबAएक वर्ग n गुणा n का मेट्रिक्स होता है तोउसकी रेंक n होती है यदिdet𝐴≠0 मानते है कि यदि हमारे पास एक वर्ग मेट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो इसमें पूर्ण रेंक है इसलिए रेंक n है क्योंकि डिटरमिनेंट स्वयं 0 नहीं है यदि डिटरमिनेंट 0 है तो हमें n 1 क्रम के अलग अलगसबमेट्रिक्स मे बदलना पड़ेगा ओर सभीसबमेट्रिक्स कीजांच करनी होगी और यदि उन सभी के डिटरमिनेंट 0 हैं तोn 2 मेको कम करना है इत्यादि लेकिन उदाहरण के लिए इस n 1 सबमेट्रिक्स मेंसे एकभी अशून्यडिटरमिनेंट होता है तो रेंक n 1 होगी और 0 मेट्रिक्स की रेंक 0 है क्योंकि हमारे पास यहाँ अशून्य डिटरमिनेंट का कोई सबमेट्रिक्स नहीं है लेवल 1 तक भी क्योंकि सभी आगम 0 हैं इसलिए हम कोई भी सबमेट्रिक्स ले आपको डिटरमिनेंट 0 ही प्राप्त होता है इसलिए हम 0 मेट्रिक्स की रेंक को 0 कहते हैं यहां हम इसका सरल उदाहरण लेंगे तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इसA काडिटरमिनेंट 0 है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि यहाँ3 1 2और यह पंक्तिभी 3 1 2 है अतः इस का डिटरमिनेंट 0 होगा तो A का डिटरमिनेंट 0 हैइसका मतलब है अब रेंक 3 नहीं हो सकती है क्योंकि हमें यहाँ3 × 3 मेट्रिक्स नहीं मिल रहा है इसे अशून्य होना चाहिए डिटरमिनेंट को अशून्य होना चाहिए तो रेंक 3होगी तो अब रेंक 3 से कम होगी इसलिए हमें अब सबमेट्रिक्स को जांचना होगा2 × 2के सबमेट्रिक्स के डिटरमिनेंट को तो यदि हम इसउदाहरण के लिएकोई भी2 × 2सबमेट्रिक्स को लेते हैं तो हम इस दूसरी रो तीसरे कॉलम और तीसरी रो को छोड़कर लेते हैं तो हमारे पास यह डिटरमिनेंट है और अब यहाँ डिटरमिनेंट 6 6 होगा जो फिर से 0 होगा हम कोई भी अन्य 1 2 2 4 को लेते हैं यहाँ एक और सबमेट्रिक्स भी 0 है जब हम डिटरमिनेंट को लेते हैं कोई भी डिटरमिनेंट हम इसे 6 4 6 और यह 4 और 3 और 2 लेते हैं तो यहाँ भी12−12 0 है इसलिए हमइस मेट्रिक्स से2 × 2क्रम का कोई भी डिटरमिनेंट लेते हैंतो उत्तर 0 है तो सभी2 × 2सबमेट्रिक्स में 0 डिटरमिनेंट होता है और यही कारण है कि अब हमें 1 क्रम के डिटरमिनेंट को देखना है लेकिन यह कैसे भी एक अशून्य मेट्रिक्स है तो हमारे पास जो भी मान है तो रेंक को उस स्थिति में 1 होना चाहिए क्योंकि यह 0 मेट्रिक्स नहीं है तो यहाँ रेंक 1 है और इस उदाहरण 2 में हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं जहां हम फिर से जांच करेगे की इस डिटरमिनेंट 𝐴 का मान0 है तो जब A का डिटरमिनेंट 0 है तो रेंक मेट्रिक्स के क्रम से कम या बराबर होती है यहाँ मेट्रिक्स यह एक वर्ग मेट्रिक्स है तोरेंक 𝐴 3और इस मामले में हम उदाहरण के लिए इस डिटरमिनेंट का भी निरीक्षण करते हैं तो मान 4 6 2 तो यह 0 के बराबर नहीं है इसलिए हमारे पास एक 2 क्रम का सबमेट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है और यहां हम तय कर सकते हैं कि रेंक 2 होनी चाहिए हालांकि यह रेंक प्राप्त करने की पहले की प्रक्रिया की तुलना में थोडी मुश्किल है जहां हमने रो को रीडयुस्ड कर के इकोलोन रूप मे बदल दिया था और फिर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि रेंक क्या है यहां आपकोडिटेरमिनेंटो के इन अलग अलग क्रमको देखना होगाऔर जांचना होगा कि क्या कुछ अशून्य है उदाहरण के लिए यह एक आसान था जिसे हमने आसानी से देखा है कि इस सबमेट्रिक्स में डिटरमिनेंट अशून्य है तो रेंक 2 है यदि हम इकाई मेट्रिक्स लेते हैं तो हम जानते हैं कि 1≠0और इसलिए इस मेट्रिक्स की रेंक 3 है इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमने रेंक की विभिन्न परिभाषाओं मे हमने क्या देखा है एक रो रीडयुस्ड इकलॉन रूप में पिवोट्स की संख्या थी अन्य एक लिनियर रूप से इंडिपेंडेंट पंक्तियों की संख्या थी कई लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट कॉलम थे और हम कॉलम स्पेस के डाइमेन्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं जो कि रो स्पेस के डाइमेन्शन के अलावा कुछ भी नहीं है जो कि रेंक भी है और हमने डिटेरमिनेंटो के संदर्भ में भी रेंक पर चर्चा की है तो ये यहाँ उपयोग किए गए संदर्भ हैं और आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद